पुनः आपका स्वागत है आज हम नैतिकता की डिजाइन की चर्चा करेंगे हम नैतिक समस्याओं के साथ कैसे न्याय करते हैं इसलिए आज इस चर्चा में हम नैतिक मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो कभी कभी डिजाइन में भी होते हैं और हम नैतिकता के सिद्धांतों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जो आपने पहले ही सीखा है कि इन डिजाइन समस्याओं को कैसे हल किया जाए साथ ही हम नैतिक दुविधा की प्रकृति वाली समस्याओं को हल करने के लिए हम डिजाइन का निर्णय लेने की कुछ तकनीकों का भी उपयोग करेंगे जो हमारे पास हैं तो ये दो तरीके होंगे आइए देखें कि हम इनके बारे में कैसे आगे बढ़ते हैं तो मॉड्यूल की रूपरेखा इस प्रकार होगी इंजीनियरिंग और नैतिक स्थितियाँ नैतिक दुविधाएं नैतिक मुद्दों के समाधान के लिए नैतिक सिद्धांत नैतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में सीखते हैं हम उपयोगितावाद उपयोगितावाद के सिद्धांत और इसकी आलोचना के बारे में सीखते हैं हम लागत लाभ विश्लेषण और इंजीनियरिंग में उन चीजों को कैसे लागू करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे समस्याओं की तरह हम "कर्तव्य नैतिकता" पर आधारित होगी पहले सिद्धांतों को संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि सिद्धांतों के कुछ हिस्सों को हम पहले ही देख चुके हैं इसीलिए यहाँ पर अधिकांशतः नैतिक समस्या को हल करने के लिए इन सिद्धांतों के उपयोग डिजाइन मुद्दे और अन्य इंजीनियरिंग समस्याओं को देखेंगे हम डिजाइनिंग के मुद्दों के साथ शुरू करेंगे हम कैरोलीन व्हिटबेक है यहाँ हम विशेष रूप से उस समय के संदर्भ में डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं हम एक छोटी चर्चा के साथ शुरूआत करेंगे जिसका उपयोग पिछली चर्चा में किया जा चुका है एक काम दिया हुआ था जो चाइल्ड सीट को डिजाइन करने के लिए था जो पहियों के साथ एक "मानक सूटकेस" मतलब वो जगह जिसका अन्य लोग भी उपयोग करेंगे थी जबकि सीट के कई उपयोग होने चाहिए जिसमें हवाई जहाज में सीट पर उसे बांधने भी शामिल है अन्य अड़चनें "सुरक्षा सीमाओं" थी उदाहरण के लिए जैसे कि शिशु को सीट पर ले जाते समय और कितनी उचित सुविधाएँ शामिल हैं जैसे कि स्टोरेज स्पेस बेबी बोतल सेट डायपर आदि इस प्रकार यहां दी गई समस्या में हम पाते हैं कि कितनी सारी अड़चने हैं डिजाइन के अनुसार चाइल्ड सीट के संदर्भ में सुरक्षा सुविधाओं के संदर्भ आकार के सन्दर्भ में और क्यों इसीलिए डिजाइन करने वाले डिजाइनरों को इन सभी अड़चनों ध्यान रखना पड़ता है यह उसी प्रकार से है जैसे कई छात्र विभिन्न आकार और प्रकार के साथ क्रॉसबार की बुनियादी संरचना में अलग अलग डिजाइन के साथ पहुंचे जिसमें एक शिशु को रखा जाना है डिजाइन समस्या के कई उचित समाधान हो सकते है फिर भी कोई एक डिजाइन हर समय के लिए आदर्श नहीं था प्रत्येक कि कुछ अच्छाइयां और कुछ कमजोरियां थीं उदाहरण के लिए एक का आकार बड़ा था और वह बड़े बच्चों के लिए उचित था लेकिन यह अतिरिक्त आकार निर्माण की लागत को बढ़ाता है जो बार लगी थी वह बच्चे के लिए एक दिशा में सुरक्षित गति के लिए अधिक सुविधाजनक थी लेकिन कुछ दिशाओं में कम सुविधाजनक थी अब हम इन डिजाइन पर विचार करते हैं इसलिए जैसा कि हम समझते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा एक से अधिक वैकल्पिक समाधान होते हैं जो संतोषजनक से दिया जाता है और कई बार उस स्तर में भी अंतर हो सकता है दूसरा इसमें कई नैतिक मुद्दे शामिल होते हैं और डिजाइन समस्याओं के संतोषजनक समाधानों के बीच एक समाधान आम तौर पर एक या कई मामलों में दूसरे की तुलना में बेहतर होता है और वैकल्पिक समाधानों की तुलना में अन्य मामलों में कम संतोषजनक होता है कुछ मामलों में कुछ डिज़ाइन स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होते हैं जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति के लिए कुर्सी डिजाइन करते समय अब यह कम लागत में एक कुर्सी को डिजाइन करने से संबंधित मुद्दा हो सकता है लेकिन वो पीठ दर्द जैसी समस्याओं का कारण हो सकता है तो क्या हम इस डिजाईन के साथ जा सकते हैं या नहीं मतलब हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कम लागत अधिक वांछनीय है या व्यक्ति को पीठ में दर्द होना अधिक वांछनीय है यहाँ आराम की स्तर ऐसी चीज है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता है जबकि हम एक बूढ़े व्यक्ति के लिए कुर्सी डिजाइन कर रहे हैं और जिसे हम डिजाइन की समस्या समझते हैं वह एक वैकल्पिक समाधान भी हो सकते हैं दिए गए डिजाइन का कोई समाधान नहीं है पर हमारे पास जो विकल्प हैं उनमें हर विकल्प कुछ मामलों में दूसरे से बेहतर है पर सभी मामलों में ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन दूसरे से बेहतर ही है तीसरा कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे ऐसे है जैसे कि हम उपयोगकर्ता की बुनियादी आवश्यकताओं कर रहे हों जो हम उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं चौथा इंजीनियरिंग डिजाइन में अक्सर उन अनिश्चितताओं और अस्पष्टताओं को शामिल किया जाता है न केवल कि क्या संभव है बल्कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए बल्कि उन विशिष्ट समस्याओं के बारे में भी जो समाधान के रूप में उत्पन्न होंगी तो यह बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंजीनियरिंग डिजाइनों की तरह दिखाता है क्या होता है कि यह समाधान के रूप में है क्योंकि हम समाधानों पर काम करते हैं जिसमें अधिक से अधिक समस्याएं भी आ सकती हैं फिर हमें उसके लिए डिजाइन करना होगा और या उन विकल्पों से निर्णय लेना होगा जैसे कि किसे चुनना है कौन सा बेहतर विकल्प है जिससे चल रही प्रक्रिया में लाभ अधिक से अधिक और नुकसान कम से कम हों और अंत में यह कि भविष्य की डिजाइन भी गतिशील डिजाइन समस्या है ठीक हैं मतलब यह है कि यह बदलता रहेगा नई समस्याएं पैदा होंगी जबकि हम पुरानी समस्याओं के समाधान ही खोज रहे होंगे इसलिए अब हम विज़न के बारे में चर्चा करेंगे जब आप नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमने डिजाइन की प्रकृति के बारे में चर्चा की अब हम नैतिकता या नैतिक दुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे नैतिकता या नैतिक दुविधाएं और स्थितियां जिसमें नैतिक कारण से टकराव हो रहा हैं या जिसमें नैतिक मूल्यों का अनुप्रयोग नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए इसके तीन प्रकार हो सकते हैं पहला यह कि नैतिक तर्क सीधे टकराव में आ रहे हैं दूसरा जहां इसे लागू किया गया है यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में क्या किया जाना चाहिए और हम दुविधा की ओर इशारा करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसे समाधान जो अल्पकालिक लाभ के लिए प्रतीत होते हैं लंबे समय के प्रमाण में लाभ हो सकता है क्योंकि इसे लिया जाना सही विकल्प नहीं था तो कहीं इंजीनियरिंग की तरह इंजीनियरिंग डिजाइनों में भी नैतिक दुविधाएं पैदा होती हैं क्योंकि नैतिक मूल्य कई और विविध होते हैं और प्रतिस्पर्धी थीम ले सकते हैं हालांकि नैतिक दुविधाओं में नैतिक तर्क के लिए सबसे कठिन अवसर शामिल हैं वे नैतिक विकल्पों में अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं जो कि नैतिक मूल्यों से जुड़े निर्णय हैं इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि नैतिक दुविधा को हल करना नैतिक तर्क का एक बहुत ही कठिन हिस्सा है क्योंकि अगर हम निर्णय लेने के नैतिक आधार स्पष्ट रूप से नहीं समझते तो हम यह नहीं बता सकते कि इसके लिए आगे बढ़ने के तरीके क्या होंगे प्रत्येक भाग की आलोचना निर्णय लेने के एक हिस्से को लेने का एक तरीका हमें निर्णय लेने के दूसरे हिस्से का बेहतर समाधान देने जैसा है इस दुविधा को हल करना कुछ हद तक कठिन हो जाता है जो मुश्किल है क्योंकि हम नैतिक दुविधा के सभी रंगों को नहीं देख पा रहे हैं इसलिए जब हम नैतिक निर्णय लेने वाले होते हैं तो यह नैतिक दुविधा होती है जिसे हम नैतिक तर्क के लिए सबसे कठिन हिस्सा मानते हैं इसलिए जब हम इन दुविधाओं की बात कर रहे थे तब नैतिक सिद्धांत जो हमारे पास एक बैकअप या इस नैतिक समस्याओं के समाधान के रूप में हैं लेकिन हमें शुरू करने से पहले यह समझने की जरूरत है कि प्रत्येक सिद्धांत के अपने लाभ है और उनकी अपनी सीमाएं भी हैं हम यहां दोनों आवेदक के बारे में चर्चा करेंगे अब हम एक आवेदन को लेते हैं यह हमारी मदद कहाँ करता है उसकी सीमायें क्या है और फिर किसी विशेष मामले को देखते हुए समस्या देखने की कोशिश की जाएगी प्रत्येक दृष्टिकोण कैसे मदद करने की कोशिश कर रहा है हमें नैतिक दुविधा को हल करने के लिए जो वहां दिखाई दे रहा है नैतिक समस्या को हल करना फिर से उस जैसा है जो एक समस्या का समाधान है जो इंजीनियरिंग में किया जाता है इसलिए यहां इस चर्चा में हम क्या करने की कोशिश करेंगे हम नैतिक समस्या सुलझाने और इंजीनियरिंग समस्या को सुलझाने के बीच एक समानांतर समानता बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए यह हमें बेहतर समझने में मदद करेगा इंजीनियरिंग में क्या होता है आम तौर पर यह एक सिद्धांत है जिसे किसी समस्या से निपटने के दौरान माना जाता है तो क्यों आप इंजीनियरिंग नैतिकता का अध्ययन कर रहे हैं वास्तव में हो क्या रहा है कई सिद्धांत हैं जिन्हें एक विशेष समस्या को हल करते समय माना गया है अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में सिद्धांत नैतिकता की सैद्धांतिक समझ की कमजोरी या नैतिक सोच की फज़ीहत को दर्शाता है और सदियों से विकसित हुई नैतिक समस्या को हल करने के लिए दृष्टिकोण की विविधता को दर्शाता है अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि नैतिक सिद्धांत क्या है एक नैतिक सिद्धांत समान तरीकों से शब्दों को परिभाषित करता है और विचारों और समस्याओं को एक साथ सुसंगत तरीके से जोड़ता है यह ठीक है कि अन्य इंजीनियरिंग कक्षाओं में वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जाता है वैज्ञानिक सिद्धांत उन विचारों को भी व्यवस्थित करते हैं जो शब्दों को परिभाषित करते हैं और समस्या को हल करने की सुविधा प्रदान करते हैं इसलिए जो हम समझते हैं कि चार अलग अलग "नैतिक सिद्धांत" हैं और वे इस बात पर केंद्रित हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नैतिक अवधारणा क्या है और इसलिए हमारे पास सिद्धांतों के ये चार अलग अलग समूह हैं पहले हम उपयोगितावाद से शुरू करेंगे उपयोगितावाद यह मानता है कि वे कार्य अच्छे हैं जो अधिकतम मानव कल्याण करने के काम करते हैं अधिकतम मानव कल्याण किसी एक व्यक्ति तक सीमित न होकर अपितु समग्र रूप पुरे समाज के लोगों के लिए होगा और यह कुछ हद तक एक सामूहिक दृष्टिकोण है इस सिद्धांत का उपयोग बांध बनाने जैसी स्थितियों में समय समय पर किया गया है जैसे बांध पीने के पानी बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजक अवसरों की स्थिर आपूर्ति प्रदान करके पूरे समाज को बहुत लाभ पहुंचाता है लेकिन ये लाभ प्राप्त करने के लिए अक्सर उन लोगों को जो उन क्षेत्रों में रहते हैं इसकी भरपाई करनी होती है जिन्हें जल भराव क्षेत्र से बाहर जाना होगा और इसके लिए उन्हें नए घरों की तलाश करना होगा अपनी भूमि को खोना होगा और यहीं उपयोगितावाद व्यक्ति की जरूरतों के साथ समाज की जरूरतों को संतुलित करने की कोशिश करता है उपयोगितावाद में हम इस तथ्य पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि जो लोग भरपाई कर रहे हैं बांध के क्षेत्रों में रहते हैं जब बाढ़ आएगी तो उन्हें नया घर खोजना आवश्यक होगा वे अपनी जमीन भी खो देंगे यह बांध बनने की लागत है लेकिन इससे समाज को जो लाभ मिलता है वह उन लागतों से कहीं अधिक है जो ये लोग चुका रहे हैं और यह लाभ जो बड़े समाज के लिए होता है यह एक सामूहिक विचारधारा है उपयोगितावाद को फिर से समस्या को देखना होगा एक को "अधिनियम उपयोगितावाद" था जिसने महसूस किया कि नैतिकता के सबसे सामान्य नियम चोरी नहीं होते हैं ईमानदार रहें दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं सदियों से प्राप्त मानव अनुभव अच्छे दिशानिर्देश हैं यदि आप देखते हैं कि इन सभी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं हैं तो चोरी न करें ईमानदार रहें दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं ये दिशा निर्देश लोगों के कुछ कार्यों पर केंद्रित होते हैं जिनका अगर वे पालन करते हैं तो यह समाज के लिए बड़े पैमाने पर लाभकारी होगा अधिनियम उपयोगितावाद से अलग नियम उपयोगितावाद में नैतिक नियमों बहुत अधिक महत्त्व है जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इन नियमों में दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चोरी नहीं करना आदि शामिल हैं नियम उपयोगितावाद यह मानता है कि नियमों का पालन हमेशा किसी विशेष स्थिति में अधिकतम नहीं हो सकता है नैतिक नियमों के पालन करने में हम अंततः सबसे अच्छे का नेतृत्व करते हैं वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं नियम उपयोगितावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार यह बताता है कि चोरी करना बुरा है जैसे कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना बुरा है और फिर दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर केंद्रित है नियम उपयोगितावाद और अधिनियम उपयोगितावाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं नियम बताता है कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं और यदि आप कर रहे हैं तो यह एक अपराध है चोरी न करें यह नियम है और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए क्या ये नियम बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण के लिए होते हैं जिन पर एक बार में दावा नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर हर कोई उस नियमों का पालन करता है तो अंततः यह मान लिया जाता है यह अधिकांश लोगों की भलाई के लिए कार्यरत है हालाँकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यहाँ उल्लेख करना चाहिए कि भले ही उपयोगितावाद बहुत लोगों की भलाई की बात कर रहा है बड़े पैमाने पर समाज की भलाई कर रहा है तो यह निश्चित है कि यह सामूहिकवादी दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्ति के व्यक्तिगत पहलू पर कम उपयोगितावादी दृष्टिकोण की कुछ आलोचना भी होती है आलोचना में एक यह है कि बहुतों के लिए जो बहुत अच्छा है वह किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए बुरा हो भी सकता है इसलिए यहां पर जब भी हम बांध के उदाहरण पर बात कर रहे हैं तब हम सोचते हैं कि यहाँ मनोरंजक गतिविधियां होगी और जो सिंचाई और अन्य चीजों में मदद करेगा लेकिन जब हम यहां लोगों के एक समूह के लाभ के बारे में सोच रहे होते हैं तब हम दूसरे समूह के लोगों के कष्टों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं जिनके घरों में बाढ़ आनी है जिन्हें अपने लिए नए घरों को ढूंढना है जिन्हें अपनी जमीन खोनी है यह हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि जो लोग बांध से लाभान्वित होंगे वह समूह परियोजना से पीड़ित लोगों के समूह से अधिक बड़ा हो या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे हम जो सोच रहे हैं वह लोगों के एक बड़े समूह के लिए फायदेमंद होगा पर कभी कभी हम लाभों की कल्पना भी कर सकते हैं क्योंकि तर्कसंगत रूप से जो परियोजना से लाभान्वित होंगे उनकी गिनती करना संभव नहीं हो पाता शायद यह हमारी धारणाएं भी हैं और मुझे लगता है कि इस प्रकार के उत्तर से लगता है कि यह मदद करेगा लेकिन हमारे पास कुल लोगों की गिनती नहीं हो सकती है जो वास्तव में इसके द्वारा इससे पीड़ित लोगों की तुलना में लाभ प्राप्त करेंगे इसलिए यह संतुलन हमेशा एक बहुत ही "वस्तुगत संतुलन" के परिणाम क्या होंगे पहले जब हम डिजाइन पर चर्चा कर रहे थे तब अगर आपको याद है कि जिस तरह से हम डिजाइन समस्या का समाधान दे रहे थे वैसे ही अधिक से अधिक समस्या सामने आती है क्योंकि हम समाधान का पता लगा रहे थे और इन समस्याओं में नई चुनौतियों के साथ नई समस्याएं शामिल थी इसलिए भले ही उपयोगितावाद का यह दावा है कि इसका क्रियान्वयन यह जानने पर निर्भर करता है कि अधिकांश के लिए अच्छे परिणाम क्या होंगे पर आखिरकार यह जानना असंभव है कि इन कार्यों के परिणाम क्या होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास जो है इंजीनियरिंग में "लागत लाभ विश्लेषण" किया जाएगा यह सिद्धांत सबकी भलाई को अधिकतम करने के उपयोगितावादी लक्ष्यों के समान ही है हालांकि लागत लाभ विश्लेषण के कुछ नुकसान भी हैं जैसे "शुद्ध लागत लाभ" चर्चा से यह देखा जा सकता है कि बांध का निर्माण एक उत्कृष्ट विचार है लेकिन विश्लेषण में अन्य मुद्दे शामिल नहीं हैं जैसे कि क्या होने वाला लाभ क्षेत्र के प्राकृतिक जंगल के नुकसान या लुप्तप्राय प्रजातियों के मौजूदा आर्थिक मूल्य के नुकसान को पीछे छोड़ देगा क्योंकि पैसे से ही सब कुछ नहीं मापा जा सकता है ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि अनमोल हैं और हमें इन चीजों के मूल्य को समझना होगा अंत में यह निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग लाभ लेने के लिए खड़े हैं क्या वे वही हैं जो लागत कि भरपाई करेंगे कई मामलों में यह नहीं है मतलब लाभ कोई व्यक्ति उठाएगा और अन्य लोग इसकी लागत का भुगतान करेंगे या इससे पीड़ित होंगे इसलिए सभी लागतों को एक समूह में रखना बहुत अनुचित है जबकि एक अन्य समूह परियोजना के लाभों को भोगता है हमें लागत लाभ विश्लेषण में क्या समझना है जैसे कि हर चीज के लिए लाभ या नुकसान के "मौद्रिक मूल्य" निकालना बहुत मुश्किल है और हमें इसकी कीमत को समझना होगा और साथ ही इनसे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाएं क्या उन लोगों को लाभान्वित करेंगी जो उन लोगों में हैं जिन्होंने इसके लिए कुछ भरपाई की है कुछ खोया हैं आमतौर पर लागत अन्य लोगों द्वारा वहन की जाती है और लाभ कोई अन्य व्यक्ति ही उठा रहे होते हैं और यही कारण है कि ये प्रकृति में अनुचित हो जाता हैं अगले व्याख्यान में हम कर्तव्य नैतिकता अधिकार नैतिकता सदाचार नैतिकता की ओर बढ़ेंगे इसलिए उपयोगितावाद नैतिकता और लागत लाभ नैतिकता विश्लेषण में हमने परियोजना के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया है कि क्या यह बड़े पैमाने पर समाज के लिए लाभकारी है और क्या यह मुख्य रूप से समाज पर केंद्रित है या उपयोगितावाद पहलू के किसी व्यक्ति की भलाई पर तो ध्यान केंद्रित नहीं है जो अधिक अच्छे की बात करता है लेकिन इस संबंध में इसकी आलोचना होती है क्योंकि कभी कभी हम जो सोचते हैं वह एक बड़े समूह के लिए अच्छा होता है पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के दूसरे समूह के लिए बुरा हो सकता है जिसे हम शामिल नहीं करते हैं या अनदेखा कर देते हैं अब लागत लाभ विश्लेषण के परिणाम में अपना ध्यान केंद्रित करें और यह देखने की कोशिश करें कि परियोजना के संबंध में लागत और लाभ के अनुपात लाभ और लागत उस परियोजना के सन्दर्भ में और हम उस प्रोजेक्ट का चयन करते हैं जो अधिक लाभ देगा लेकिन यहाँ सावधानी से यह समझने की बात है कि हम हर तरह की चीजों के लिए जो घटित हो रही है उनका मौद्रिक मूल्य नहीं निकाल सकते लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है जिसका कोई वर्तमान मूल्य न हो लेकिन हो सकता है कि उसका परिमार्जन मूल्य कहा जाता है हमारी अगली चर्चाओं में हम नैतिकता के "गैर परिणामी सिद्धांतों" पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो परिणाम को आगे बढ़ाने पर आधारित हैं संक्षेप में कहें तो यह निर्णय लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया से सम्बंधित है यह नैतिक दुविधा को कैसे हल करता है उसके बाद हम एक मामला उठाएंगे जिसमें हम सभी सिद्धांतों के उपयोग को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नैतिक दुविधा क्या है अंतर क्या है नैतिक दुविधा का समाधान देने के लिए प्रत्येक नैतिक सिद्धांत उसे किस नज़र से देखता है बल्कि कमजोर डेटा उस दुविधा का समाधान देने के लिए के लिए उपयुक्त है या नहीं धन्यवाद